नमस्कार पुनः स्वागत है हम सैद्धांतिक निर्माणों के बारे में अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं सैद्धांतिक अवधारणाएं जो बॉडी की गति को नियंत्रित करती हैं ये तीन प्रसिद्ध नियम हैं जो न्यूटन ने दिए हैं जो हमें हाई स्कूल की फिजिक्स में पढ़ाए गए थे हम गति के तीन नियमों को बताकर और उन्हें दो अलग अलग दृष्टिकोणों से समझने से शुरू करने जा रहे हैं तो आइए न्यूटन के गति के नियमों को लिखकर शुरू करें पहला नियम जैसा कि हम इससे परिचित हैं कहता है कोई बॉडी तब तक विरामावस्था या एकसमान गति की स्थिति में रहती है जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर कार्य नहीं करता तो अनिवार्य रूप से यह नियम क्या कहता है कि यदि कोई बॉडी एकसमान गति की स्थिति में चल रही है जहां वेलोसिटी स्थिर या विरामावस्था में है तो वे दोनों परिस्थिति समकक्ष हैं तो यह न्यूटन का पहला योगदान है न्यूटन ने प्रथम नियम के माध्यम से यही योगदान दिया अर्थात एक बॉडी के बीच एक समानता बताने के लिए जो वास्तव में सिर्फ विरामावस्था में है कोई गति नहीं और एक स्थिर वेलोसिटी से गतिमान बॉडी के समान होता है अब यदि आप इसके बारे में एक पल के लिए सोचते हैं तो यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि एक बॉडी जो एक स्थिर वेलोसिटी से गति कर रहा है और एक बॉडी विरामावस्था में हैं दोनों अवस्था समान या समरूप है हम इस बिंदु पर एक बार फिर आएंगे लेकिन फिर से पहला नियम अनिवार्य रूप से इन दोनों परिस्थिति के बीच एक समानता बनाता है पहले नियम का दूसरा भाग बाहरी फोर्स के विचार के बारे में बात करता है तो इस अर्थ में एक बाहरी फोर्स अनिवार्य रूप से एक अवधारणा को लाने का एक तरीका है जिसे फोर्स कहा जाता है ताकि आपको यह बताया जा सके कि जब कोई फोर्स उस पर कार्य करता है तो वह कैसा दिखता है या अधिक सटीक रूप से जब वह एक बॉडी या एक सिस्टम पर कार्य नहीं कर रहा होता है तो फोर्स कैसा दिखता है तो अनिवार्य रूप से पहला नियम हमें बता रहा है कि यदि कोई बाहरी फोर्स उस पर कार्य नहीं कर रहा है तो बॉडी विरामावस्था या एकसमान गति की स्थिति में रहेगा न्यूटन के पहले नियम को समझने का यह एक अच्छा और सुरुचिपूर्ण तरीका है तो अब हम न्यूटन के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं जिसमें कहा गया है कि किसी बॉडी पर कार्य करने वाला फोर्स उसके मोमेंटम में परिवर्तन की दर के बराबर होता है अब मोमेंटम को उस बॉडी के वेलोसिटी तथा उसके द्रव्यमान के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है इसलिए यदि हम पीछे जाते हैं और दूसरे नियम को पहले नियम से जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि यदि किसी बॉडी का मोमेंटम जो कि बॉडी का द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी है नहीं बदल रहा है तो बॉडी पर लगने वाला फोर्स शून्य होगा तो दूसरे शब्दों में यदि मोमेंटम की दर यदि किसी बॉडी के मोमेंटम को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है यदि किसी बॉडी का मोमेंटम बदल रहा हो फिर बॉडी पर लगने वाला फोर्स यह डेरीवेटिव का हमारा सामान्य संकेतन है अत किसी बॉडी के मोमेंटम परिवर्तन की दर उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स के ठीक बराबर होती है यह एक गणितीय कथन है जो न्यूटन के दूसरे नियम के सार को पकड़ लेता है अब हम चाहते हैं जब भी हम अनुक्रम में नियमों की एक जोड़ी बताते हैं तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दूसरे नियम में पहला नियम शामिल हो तो इसे बताने का दूसरा तरीका यह है कि यदि किसी बॉडी के मोमेंटम में परिवर्तन की दर 0 है अगर तब फिर यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह अनिवार्य रूप से गति का हमारा पहला नियम है और यह गति का हमारा दूसरा नियम है तो पहला नियम गणित से आता है जिसका उपयोग दूसरे नियम में बताई गई अवधारणा का वर्णन करने के लिए किया जाता है तो न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में सोचने का दूसरा तरीका इस प्रकार है मोमेंटम में दो चर होते हैं द्रव्यमान और वेलोसिटी एक द्रव्यमान मापने योग्य है इसलिए मैं किसी ऑब्जेक्ट को तराजू पर रख सकता हूँ और उसके द्रव्यमान का अनुमान लगा सकता हूँ वेलोसिटी भी मापने योग्य है वेलोसिटी को स्थिति के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे इस प्रकार लिखा जाता है जहां बॉडी की पोजीशन वेक्टर है तो हम पहले किसी विशेष बॉडी की पोजीशन को जानते हैं हम इसके वेलोसिटी को पोजीशन में परिवर्तन की दर और मोमेंटम को बॉडी के द्रव्यमान और पोजीशन में परिवर्तन की दर के गुणनफल के रूप में जानते हैं और यदि द्रव्यमान गुना स्थिति में परिवर्तन की दर समय के साथ नहीं बदल रही है समय भी एक और मापनीय मात्रा है तो उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स शून्य है और यदि द्रव्यमान गुना वेलोसिटी के रूप में परिभाषित मोमेंटम समय के साथ बदल रहा है तो वह उस बॉडी पर कार्य करने वाले फोर्स के बराबर है अब यदि आप वापस जाएं और इस स्लाइड पर लाल स्याही में हमारे पास मौजूद सभी मात्राओं के बारे में सोचें तो द्रव्यमान वेलोसिटी स्थिति और समय सभी मापने योग्य मात्राएं हैं वास्तव में फोर्स इन मात्राओं में से किसी एक को मापे बिना स्वतंत्र रूप से मापने योग्य नहीं है तो न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में सोचने का दूसरा तरीका यह है कि यह हमें स्वयं फोर्स को मापने का एक तरीका देता है आइए एक सरल विचार प्रयोग करें हम कहते हैं कि मैं एक दीवार के सामने जाता हूं और दीवार को धक्का देता हूं तो अनिवार्य रूप से हम सभी अंतर्ज्ञान से जानते हैं कि मैं उस दीवार पर एक फोर्स लगा रहा हूं अब यदि दीवार नहीं हिल रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास दीवार पर मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स का अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है इसलिए आम तौर पर हम या तो वेलोसिटी के परिवर्तन की दर या मोमेंटम के परिवर्तन की दर या कुछ अन्य मापनीय मात्रा जैसे डिस्प्लेसमेन्ट को मापकर फोर्स को मापते हैं या आप जानते हैं कि अब फोर्स को मापने के कई अन्य तरीके हैं लेकिन न्यूटन का दूसरा नियम हमें जो देता है वह अनिवार्य रूप से फोर्स से संबंधित एक तरीका है जो कि अधिक मापने योग्य मात्रा जैसे द्रव्यमान वेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट और परिवर्तन की दर के लिए एक अधिक संक्षेप अवधारणा है जिसमें समय भी शामिल है तो अब हम तीसरा नियम बताते हुए आगे बढ़ते हैं न्यूटन का तीसरा नियम जिसे हम जानते हैं यानी हर क्रिया की बराबर और विपरीत रिएक्शन होती है तो आइए देखें कि इंजीनियरिंग सिस्टम और मैकेनिक्स के संदर्भ में हमारे लिए इसका क्या अर्थ है यदि आप न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में सोचते हैं तो यह कहता है कि यदि मेरे पास एक क्रिया फोर्स है तो एक समान और विपरीत रिएक्शन फोर्स उत्पन्न होता है तो इसके बारे में सोचने का एक आसान तरीका दीवार का उदाहरण है इसलिए यदि मैं दीवार को धक्का देता हूं तो दीवार मुझे धक्का दे रही है और यह तथ्य कि मेरे द्वारा दीवार को धक्का देने से उत्पन्न फोर्स परिमाण में बिल्कुल बराबर है लेकिन मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स की दिशा के विपरीत है यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है तो आप इसे दूसरे तरीके से सोच सकते हैं मान लीजिए कि मैं एक फ्रिक्शन रहित सतह पर विरामावस्था से रखे एक बॉडी को लेता हूं अगर मैं कुछ परिमाण F का फोर्स लगाता हूं तो यह बॉडी दाईं ओर बढ़ना शुरू कर देगा यह फिर से काफी सहज है हम इसे थोड़ी देर बाद और अधिक मात्रात्मक तरीके से देखने जा रहे हैं लेकिन अगर मैं इस बॉडी को चलने से रोकना चाहता हूं तो यह सुनिश्चित करने का केवल एक ही तरीका है कि बॉडी या तो गतिमान नहीं है या स्थिर वेलोसिटी की स्थिति में चल रहा है और वह है एक फोर्स लगाकर जो मान मे बिलकुल समान मान F तथा दिशा में विपरीत हो अगर मैं अब इस सिस्टम को ले लूं और कहूं कि मैंने इस सिस्टम को बीच में काट दिया इसलिए इससे पहले कि मैं बॉडी को काटता दो फोर्स थे जो परिमाण में समान थे और इस बॉडी पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे थे जिसका अर्थ है कि इस बॉडी पर कार्य करने वाले कुल बाह्य फोर्स का योग शून्य है F और माइनस F हम इसे थोड़ी देर बाद और विस्तार से देखेंगे लेकिन अगर मैं अब इस ब्लॉक को दो हिस्सों में विभाजित कर दूं मैं इसे आधा 1 और आधा 2 कहूंगा अगर मैं देखता हूं कि इन दोनों के बीच के इंटरफ़ेस में क्या हो रहा है यदि एक पूरा ब्लॉक साम्यावस्था में है तो स्वतः ही इसका मतलब है कि उस ब्लॉक का प्रत्येक टुकड़ा साम्यावस्था में है और यदि मैं अब केवल पहले भाग को देखता हूँ यदि मेरे पास अब पहले भाग पर F कार्य करने वाला फोर्स है और यदि यह टुकड़ा साम्यावस्था में है इसका स्वतः ही मतलब है कि इस टुकड़े पर विपरीत दिशा में लगने वाला एक इफेक्टिव फोर्स F है जिसे मैंने रोमन अंक I का टाइटल दिया है इसी तरह अगर मैं अब दूसरा आधा भाग लेता हूं तो यह पहले से ही बाहरी फोर्स ब्लॉक पर लग रहा था तो एक समान फोर्स है लेकिन विपरीत दिशा में टुकड़ा संख्या II पर भी कार्य करता है और यदि आप ध्यान दें तो ये दो फोर्सों को बनाया गया हैं अनिवार्य रूप से ब्लॉक के अंदर हैं और वे सभी परिस्थितियों में समान और विपरीत हैं जब तक हम एक ऐसे ब्लॉक के साथ काम कर रहे हैं जो विरामावस्था से या एकसमान गति में है और अगर मैं ब्लॉक को काटता हूं तो इंटरफ़ेस पर काटे गए सेक्शन पर निर्मित फोर्स बिल्कुल बराबर और विपरीत होंगे और यह इस आवश्यकता से आता है कि यदि पूरा ब्लॉक साम्यावस्था में है तो उस ब्लॉक का प्रत्येक टुकड़ा भी साम्यावस्था में है इसलिए यदि हम वापस जाएं और तीसरे नियम को पहले नियम से जोड़ते हैं तो अब आप तीसरे नियम को एक बड़े सिस्टम के पीसेज पर लागू होने वाले पहले नियम के रूप में देख सकते हैं इसलिए यदि पहला नियम एक ब्लॉक पर लागू होता है तो तीसरा नियम इस तथ्य से आता है कि मैं उस ब्लॉक के हर पीस पर पहला नियम लागू करूंगा जो इन समान और विपरीत फोर्सों को पैदा करता है एक सेकंड तो यह न्यूटन के गति के नियमों को समझने का एक संक्षिप्त परिचय है लेकिन मैं इसकी एक परिभाषा के बारे में बात करके समाप्त करना चाहता हूं जिसे हम जानते हैं या हाई स्कूल में नंबर लाइन के रूप में हमें क्या पेश किया गया था तो मान लें कि मेरे पास एक रेखा है जिसे मैं ड्रा करना चाहता हूं मैं एक नंबर लाइन को परिभाषित करना चाहता हूं मैं इसकी शुरुआत कैसे करूं नंबर लाइन को परिभाषित करने का पहला कार्य 0 को परिभाषित करना है मुझे इस नंबर लाइन पर एक बिंदु को चिह्नित करने और इसे अपने ओरिजिन या 0 के रूप में चिह्नित करने की आवश्यकता है 0 को परिभाषित करने के बाद मुझे यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि मैं एक यूनिट को क्या कहता हूं मुझे 1 परिभाषित करने की आवश्यकता है 1 यूनिट से मेरा क्या मतलब है और जिस क्षण मैं 1 यूनिट को परिभाषित करता हूं मैं 2 को परिभाषित करने के लिए गणित के अन्य नियमों का उपयोग कर सकता हूं मैं केवल यह कहकर 3 को परिभाषित कर सकता हूं कि मैं पिछली यूनिट में एक यूनिट जोड़ता हूं और मुझे नंबर 2 मिलता है इसलिए तथ्य यह है कि पहला नियम न्यूटन का पहला नियम परिभाषित करता है कि जब आप अवलोकन करेंगे तो शून्य फोर्स गतिशील सिस्टम पर कैसा दिखेगा कि यदि बॉडी या तो स्थिर वेलोसिटी से गति कर रहा है या बस विरामावस्था पर है तो इसे 0 फोर्स के रूप में परिभाषित करें फिर यदि मोमेंटम के परिवर्तन की दर द्वारा परिभाषित किया गया है तो यह अनिवार्य रूप से 1 न्यूटन फोर्स की परिभाषा है यदि किसी दिए गए सिस्टम के लिए 1 है फिर यह परिभाषित करता है कि 1 न्यूटन फोर्स का क्या अर्थ है अब एक बार जब मैं नंबर लाइन की पॉजिटिव दिशा में चला गया तो अगली बात यह परिभाषित करना है कि माइनस 1 कैसा दिखेगा जो मुझे पूर्ण नंबर लाइन देगा तो मैं माइनस 1 परिभाषित कर सकता हूं मैं माइनस 2 माइनस 3 वगैरह को परिभाषित कर सकता हूं तो आप मैकेनिक्स के तीन नियमों के बारे में सोच सकते हैं जो उन नियमों के अनुरूप हैं जिनका उपयोग हम एक नंबर लाइन को परिभाषित करने के लिए करते हैं उसमें हम परिभाषित करते हैं कि हमारा ओरिजिन क्या है 0 क्या है और परिभाषित करते हैं कि एक यूनिट दूरी क्या है तो यह एक तरह से फोर्स को मापने के लिए यूनिट्स की एक सिस्टम को परिभाषित करने और फिर फोर्स के नेगेटिव अर्थ को परिभाषित करने जैसा है और ये एक स्केलर संख्या के लिए अवधारणाएँ हैं अब हम बाद में सीखेंगे कि फोर्स वास्तव में एक वेक्टर है एक वेक्टर फोर्स का परिमाण और एक दिशा होती है और 3 डी स्पेस में दिशा में तीन स्केलर घटक हो सकते हैं तो अनिवार्य रूप से ऐसी तीन नंबर लाइन्स तीन आयामों में फोर्स की हमारी परिभाषा को पूरा करेंगी अच्छा हम वापस आएंगे और न्यूटन के गति के नियमों का विस्तार यूलर के गति के नियमों तक करेंगे जो अगले व्याख्यान में रिजिड बॉडीज पर लागू होते हैं